इंजीनियरिंग गणित 2 पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड पर व्याख्यान संख्या पांच है तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र क्या है और दूसरा वेक्टर कैलकुलस में बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम पथ की स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे तो कुछ वेक्टर फील्ड हैं यदि वे डोमेन में एक पथ पर एकीकृत हैं तो ये लाइन इंटेग्रलस पथ से स्वतंत्र हैं इसलिए हम पथ की इस स्वतंत्रता पर भी चर्चा करेंगे और इस व्याख्यान में इन कंजर्वेटिव क्षेत्रों और पथ की स्वतंत्रता के बीच संबंध का पता लगाया जाएगा तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या है एक वेक्टर फील्ड को हम कंजर्वेटिव कह सकते है यदि उसे वेक्टर फ़ंक्शन के स्केलर फील्ड f के ग्रेडिएंट के रूप में लिखा जा सकता है तो हम पिछले व्याख्यान से को लिख और समझ सकते है तो को f के टर्म्स में लिखा जा सकता है यदि हो यदि हमे एक स्केलर फंक्शन f इसे एक फ़ंक्शन f के संदर्भ में मिलता है तब हम को कन्सेर्वटिव वेक्टर फील्ड कहेंगे और f को हम पोटेंशियल फक्शन या पोटेंशियल ऑफ़ वेक्टर फील्ड कहेंगे तो दिए गए वेक्टर फील्ड को कन्सेर्वटिव सिद्ध करने के लिए हमको अब f की गरणा करनी होगी ताकि हम को f का ग्रेडिएंट लिख पाए तो इस फ़ंक्शन को संभावित फ़ंक्शन या वेक्टर फील्ड की क्षमता कहा जाता है X का पार्शियल डेरिवेटिव 2 x y के बराबर होना चाहिए जो की यहाँ पहली एक्वेशन से दर्शाया गया है और दूसरा घटक X के बराबर होना चाहिए 2 X के बराबर होना चाहिए तो अब इन 3 समीकरणों की मदद से हम छोटा f पा सकते हैं जैसे कि यह प्रवणता f वेक्टर F के बराबर है तो हम कहेंगे कि यह F एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो इन 3 समीकरणों में से हम पहले के साथ शुरू करेंगे तो पहला समीकरण है हम इसे x के संबंध में आंशिक रूप से एकीकृत करते हैं तो हमें यहां 2 x मिलेगा और हमारे पास यह आएगा तो हमारे पास है X2 होगा Y होगा और X Y भी होगा लेकिन इस मामले में f 3 घटकों x y और z पर निर्भर करता है और यह तीनों स्वतंत्र वेरिएबल्स हैं तो यहां एकीकरण के स्थिरांक के रूप में हम y और z को एक फ़ंक्शन के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हम x के संबंध में अलग अलग एकीकरण कर रहे थे अब हम दूसरे समीकरण का उपयोग कर सकते हैं इसका मतलब है कि यहां से हमें y के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा तो यहां पर यह होगा और यह दूसरी एक्वेशन के तहत X के बराबर होना चाहिए तो इस संबंध से एक्स रद्द हो जाता है और हमारे पास बचता है तो यह संबंध क्या कहता है कि h y से स्वतंत्र है h y पर निर्भर नहीं करता है हालांकि यहां हमने मान लिया है कि h y और z का एक फ़ंक्शन हो सकता है लेकिन यह संबंध सुनिश्चित करता है कि h अकेले z का फ़ंक्शन है यह y का फ़ंक्शन नहीं है जिसका अर्थ है कि h केवल z का फ़ंक्शन नहीं हो सकता है तो यह बचता है तो f के लिए यह अभिव्यक्ति कम हो जाती है तो अब से हम तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे जिसका मतलब है यहां से हमें मिलेगा मिलेगा इसलिए इस अंतिम समीकरण का उपयोग करते हुए हमारे पास 2 z बराबर है जब हम यहां पार्शियल डेरिवेटिव z के संबंध में करते हैं तो पहले 2 शब्दों में यहां कोई z शब्द नहीं है तो यह 0 होगा और तीसरे से हमें dh dz मिलेगा तो हमारे पास यह संबंध है तो जो हम वहाँ स्थानापन्न कर सकते हैं और हमारे पास है तो यह संभावित फ़ंक्शन है जिसका ग्रेडिएंट दिया गया वेक्टर क्षेत्र है जिसका अर्थ हैदिया गए वेक्टर क्षेत्र एक कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र है तो अब हम परीक्षण के लिए जाएंगेउस परीक्षण की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि दिए गए वेक्टर क्षेत्र कंजर्वेटिव है या नहीं इसके लिए हमें कुछ तैयारी की आवश्यकता है तो यह सरल रूप से जुड़ा हुआ डोमेन है तो सरल रूप से जुड़े डोमेन से हमारा क्या मतलब है एक डोमेन D को सरल रूप से जोड़ा जाता है यदि इनमें एकल जुड़ा हुआ टुकड़ा होता है तो वक्र का केवल एक टुकड़ा होगा न कि 2 अलग अलग टुकड़े और इस D में प्रत्येक साधारण बंद वक्र C को लगातार एक बिंदु तक सिकोड़ा जा सकता है जबकि विकृति के दौरान D में बना रह सकता है तो मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे विरूपण के दौरान से हमारा क्या मतलब है यह साधारण रूप से जुड़े डोमेन की परिभाषा है बस इस डोमेन को यहां देखें इसलिए यदि हम पूरे डोमेन में कोई भी साधारण बंद वक्र लेते हैं तो इस बंद वक्र को लगातार एक बिंदु तक कम किया जा सकता है D में रहते हुए या न रहते हुए हम D को नहीं छोड़ेंगे और D को छोड़े बिना हम इस वक्र को यहां एक बिंदु तक संकुचित कर सकते हैं और किसी भी बंद वक्र को हम ले सकते हैं हम डोमेन D को छोड़े बिना इस वक्र को एक बिंदु तक संकुचित कर सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी इस डोमेन में हैं तो हम उसको कनेक्टेड डोमेन कह सकते हैं जबकि उदाहरण के लिए यदि हम इस डोमेन पर विचार करते हैं जो उस स्थिति में कनेक्टेड डोमेन नहीं हैं यदि आप यहां इस स्थान पर एक वक्र लेते हैं तो आप इसे एक बिंदु तक सिकुड़ सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है हम यहां एक वक्र ले सकते हैं जिसमें एक ही प्रॉपर्टी है जिसे एक बिंदु तक संकुचित किया जा सकता है लेकिन अगर हम उदाहरण के लिए यह बंद वक्र लेते हैं जो हमारे डोमेन D में भी है लेकिन डोमेन को छोड़े बिना हम इसे एक बिंदु तक संकुचित नहीं कर सकते हैं जो यहां समस्या है तो प्रत्येक साधारण बंद वक्र जो डोमेन D में रहते हुए लगातार एक बिंदु तक सिकुड़ा नहीं जा सकता है उसमें वह प्रॉपर्टी नहीं है तो यह केवल जुड़ा हुआ डोमेन नहीं है लेकिन यह बस जुड़ा हुआ डोमेन है क्योंकि इसमें वह प्रॉपर्टी है तो इस शब्दावली का उपयोग अगली स्लाइड्स में किया जाएगा तो अब हम कंजर्वेटिव क्षेत्र के परीक्षण पर आएंगे हमने देखा है कि एक कंजर्वेटिव क्षेत्र को एक संभावित फ़ंक्शन के संदर्भ में लिखा जा सकता है इसलिए कंजर्वेटिव क्षेत्र उस स्केलर के ग्रेडिएंट के बराबर होगा जिसे पोटेंशियल फ़ंक्शन कहा जाता है यहां हम देखेंगे कि एक दिए गए फ़ंक्शन का परीक्षण कैसे किया जाए उदाहरण के लिए यह दिया गया हैतो कैसे परीक्षण किया जाए कि दिया गया क्षेत्र कंजर्वेटिव है या संभावित फ़ंक्शन को खोजे बिना नहीं जैसा कि पिछले उदाहरण में किया है कि हमने पोटेंशियल फ़ंक्शन पाया है यदि हम संभावित फ़ंक्शन को खोजने में सक्षम हैं तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि यह कंजर्वेटिव क्षेत्र है लेकिन संभावित फ़ंक्शन को खोजे बिना यह निष्कर्ष कैसे निकाला जाए कि दिए गए वेक्टर क्षेत्र एक कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र है तो यहाँ कंजर्वेटिव है केवल अगर D के सभी बिंदुओं पर हैं कंजर्वेटिव है तो D के सभी बिंदुओं पर हैं और यह दोनों तरह से है तो यह का कर्ल है तो यह का कर्ल शून्य है तो कंजर्वेटिव है और यदि कंजर्वेटिव है तो कर्ल डोमेन D के सभी बिंदुओं पर होना चाहिए तो अगर कंजर्वेटिव है यदि और केवल यदि का कर्ल 0 हैं यह समतुल्य स्थिति है क्योंकि यह कर्ल हम देख सकते हैं कि यह कर्ल 0 के बराबर कुछ भी नहीं है लेकिन यह आंशिक डेरिवेटिव है एक और शर्त है तो ये स्थितियां समान हैं इस कर्ल के कारण हम जानते हैं कि हम इस डेटर्मिनेन्ट की मदद से पा सकते हैं तो हमारे पास है और फिर हमारे पास यह है तो यह यहाँ शर्त है कि यह 0 के बराबर होना चाहिए तो अगर हम इस विस्तार को तो हम घटक के साथ है हमारे पास है यह इसी तरह का पहला घटक है हमारे पास और फिर के साथ होगा इसलिए यदि यह सब कुछ शून्य 0 के बराबर है तो क्या होगा क्या यह तब संभव है जब यहां व्यक्तिगत टर्म 0 हैं तो इसका मतलब है तो यह ठीक ठीक पहली शर्त है इसी तरह दूसरे से हमें दूसरी शर्त मिलेगी और तीसरे घटक से हमें यह तीसरी शर्त मिलेगी तो ये 2 बराबर है कि क्या हम कहते हैं कि कर्ल 0 के बराबर है या हम इन 3 समीकरणों की जांच करते हैं 3 आंशिक डेरिवेटिव 0 के बराबर होने चाहिए हम सिर्फ एक छोटा सा सबूत देखेंगे लेकिन केवल इस तरह से कि हम मान लेंगे कि दिए गए वेक्टर क्षेत्र कंजर्वेटिव है और फिर उसको साबित करेंगे कि यह कर्ल शून्य है तो यदि दिए गए वेक्टर क्षेत्र को कंजर्वेटिव मान लें तो हम हम उसको f का ग्रेडिएंट लिख सकते हैं f का ग्रेडिएंट क्या है हमारे पास यहाँ है ये आंशिक डेरिवेटिव 3 घटकों का गठन करते हैं इसलिए यदि यह मामला है तो हम अब तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर हैं इसका मतलब और है तो तीसरे समीकरण से हमारे पास है तो हमारे पास तीसरा घटक है और अन्य सभी समान हैं तो चलिए इस एक के साथ शुरू करते हैं इसलिए यदि हम इसे y के संबंध में अलग करते हैं यह पहले से ही वहाँ था तो इससे बाहर हम यहां केवल क्रम बदल सकते हैं और यह संभव है अगर यह माना कि ये आंशिक डेरिवेटिव निरंतर हैं और यह होने के बाद हम फिर से लिख सकते हैं दूसरे घटक समानता कहती है तो यह है जो हमने यहाँ लिखा है तो इन स्थितियों में से एक हमें सिर्फ इस तीसरे घटक को देखकर और दूसरी समानता का उपयोग करके मिला इसी तरह आप अन्य सभी घटकों की जांच कर सकते हैं कि वे भी ये आंशिक डेरिवेटिव समान हैं अगर हमारे पास कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र है इसलिए यहां हम दिखाएंगे कि यह दिया गया वेक्टर कंजर्वेटिव है इसलिए यह दिखाने के लिए कि यह कंजर्वेटिव है हम उस विचार को लागू करेंगे जो विकसित किया गया था तो हमारे पास पहला घटक F1 है जो हमारे पास दूसरा घटक है और यहां तीसरा घटक है तो यहां हैं और हम इन स्थितियों को जानते हैं कि यदि ये स्थितियां हैं तो हमारे पास कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र है तो एक तरीका यह हो सकता है कि पिछले उदाहरण में जैसा किए गए हैं उसको ले हम संभावित फ़ंक्शन को खोजने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन यहां हम दिखाना चाहते हैं कि यह फ़ंक्शन कंजर्वेटिव है इसलिए हमें सीधे कंजर्वेटिव पोटेंशियल फ़ंक्शन को खोजने की आवश्यकता नहीं है यहां इन स्थितियों की मदद से हम साबित कर सकते हैं कि यह एक कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र है तो हम पहली स्थिति के लिए कोशिश करते हैं तो यहां हमारे पास है और अगर हम इसे अलग करते हैं y को ध्यान में रख कर तो हम इस स्थिति से प्राप्त करेंगे और अब यह के बराबर होना चाहिए तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं डेल्टा F 2 ओवर डेल्टा Z फिर क्या होगा तो यहाँ हमारे पास सिर्फ x है और वहाँ z नहीं है तो हम को x मिलेगा तो तो यह पहली शर्त संतुष्ट है डेरिवेटिव्स की पहली समानता संतुष्ट है दूसरा अगर हम यहां से प्राप्त करते हैं तो हमारे पास xz होगा इसका मतलब है यहां से z जीवित रहेगा और फिर तो x के संबंध में यदि हम अंतर करते हैं तो हमें का डेरीवेटिव मिलेगा जो होगा और फिर हमारे पास sin y है जिसे स्थिर माना जाएगा और फिर यह आंशिक डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए तो यहां हमारे पास है इसलिए हम y के संबंध में पार्शियल डेरीवेटिव को समाप्त करते हैं इसलिए पहले शब्द y के संबंध में हमें यहां मिलेगा तो हमारे पास ठीक वही संबंध है जो पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर है तीसरी शर्त हमारे पास है इसलिए यदि हम पार्शियल डेरिवेटिव की गणना करते हैं तो हमें केवल y मिलेगा क्योंकि पहले पद में z नहीं है तो केवल दूसरा पद में z है जो हमें y देगा और यह भी y मिलेगा क्योंकि यहां यह z सिर्फ 0 हो जाएगा क्योंकि हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को x के संबंध में बना रहे हैं तो यह F कंजर्वेटिव है क्योंकि ये सभी स्थितियां संतुष्ट हैं और हमारे पास उस स्थिति में एक बार जब हम दिखाते हैं कि ये स्थितियां संतुष्ट हैं तो कोई भी उस प्रक्रिया के साथ इस तरह का संभावित फ़ंक्शन प्राप्त कर सकता है जो हमने पिछले उदाहरण में देखा है अब इस पथ की स्वतंत्रता की अवधारणा तो हम वेक्टर फील्ड को सरल रूप से जुड़े डोमेन पर परिभाषित करते हैं और हमें लगता है कि D में कोई भी 2 बिंदु A और B हैं तो यहाँ कुछ डोमेन है हम 2 बिंदु A और B लेते हैं जहाँ हम A से इंटीग्रल B कर्व इंटीग्रल का मूल्यांकन कर रहे हैं यहाँ कुछ रास्ता हैं जहाँ हम लाइन इंटीग्रल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह क्या कहता है या हम वास्तव में यह भी साबित करेंगे कि दिए गए वेक्टर फील्ड यह इंटीग्रल डोमेन D में A से B तक सभी फ़ील्ड पर समान है और फिर इस इंटीग्रल को D में दिए गए इंटीग्रल की पथ स्वतंत्रता कहा जाता है इसलिए यदि हम किसी भी पथ के साथ लेते हैं यदि यह इंटीग्रल समान है तो हम कहते हैं कि यह इंटीग्रल D में पथ स्वतंत्र है तो यह कांसेप्ट का इस्तेमाल पथ स्वतंत्रता के लिए किया जाएगा जो D कन्सेर्वटिव वेक्टर फील्ड के साथ अगली स्लाइड में हैं इसलिए हमारे पास कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र के साथ इस संबंध के पथ की स्वतंत्रता है तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है जिसके घटक स्पेस में जुड़े हुए क्षेत्र D में निरंतर हैं फिर एक अवकलनीय फ़ंक्शन f मौजूद है जो D में कंजर्वेटिव है जिसका अर्थ है कि F को f के ग्रेडिएंट के रूप में लिखा जा सकता है और यदि केवल यह इंटीग्रल D में पथ से स्वतंत्र है इसलिए यदि हम साबित करते हैं कि यह इंटीग्रल D में पथ से स्वतंत्र है तो इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव है या दूसरी तरह से यदि कंजर्वेटिव है तो साबित कर सकते है कि यह रेखा इंटीग्रल पथ स्वतंत्र है इसलिए हम केवल इस सरल प्रमाण को देखेंगे कि हम यह मान लेंगे कि यह एक कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र है और फिर हम साबित करेंगे कि यह पथ स्वतंत्र है यहां दिया गया इंटीग्रल पथ स्वतंत्र है तो C द्वारा दिया गया वक्र है और इस मामले में हम चेन नियम से जानते हैं कि चूंकि f xyz का एक फंक्शन है और फिर से x t का फ़ंक्शन है और y t का और z t एक फ़ंक्शन है तो चेन नियम के साथ हम इस डेरिवेटिव को प्राप्त कर सकते हैं तो इस चेन नियम के साथ हम अगली स्लाइड के साथ यहां जारी रखें तो श्रृंखला नियम df dt हमारे पास है जो के रूप में लिखा जा सकता है बस ग्रेडिएंट f को याद करें जो दिया गया है और यह है तो इन 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहां यह चेन नियम लिखा जा सकता है क्योंकि हमने मान लिया है कि यह ग्रेड f है एक कंजर्वेटिव वेक्टर क्षेत्र है तो इसका मतलब है कि हमारे पास है तो अब अगर हम इस इंटीग्रल को लेते हैं और हमने देखा कि यह df dt के बराबर है जिसे हम एक मिनट में बदल सकते हैं तो हमारे पास यहां और फिर dt है लेकिन इसे df dt के रूप में लिखा जा सकता है तो यहाँ हम इसे df dt में बदल सकते हैं और फिर हम उसे जोड़ देंगे यहाँ कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है हम अब dt के ऊपर भी जोड़ सकते हैं और फिर हमने तुरंत इस संबंध से देखा कि यह कुछ भी नहीं है बस f f हैं इसका मतलब है कि f का मूल्यांकन t के बराबर जो b के बराबर है और इस पर मूल्यांकन t पर किया जाता है जो a के बराबर हैं जो वक्र के 2 अंत के बराबर है तो यहाँ इस डोमेन में हमारे पास कुछ वक्र हैं जो t a के बराबर से t b के बराबर तक भिन्न होते हैं और एक्वेशन द्वारा दिया गया था जो हमने पहले लिखा है तो इस दिए गए वक्र C पर इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू f f है इसका मतलब है अगर f को t के लिए मूल्यांकन किया जाता है जो b के बराबर हैं और माइनस f का मूल्यांकन t पर किया जाता है जो a के बराबर है इसलिए यहां कोई पथ निर्भरता नहीं है यदि हम कोई अन्य मार्ग अपनाते हैं तो हमें वही मूल्य f f मिलेगा तो यह वैल्यू पथ पर निर्भर नहीं करता है लेकिन सामान्य रूप से हम बाद में यह भी देखेंगे कि ये लाइन इंटीग्रल पथ पर निर्भर करता है लेकिन अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो यह लाइन इंटीग्रल पथ पर निर्भर नहीं करेगा जिसे हमने यहां देखा है यदि आपका कंजर्वेटिव है क्योंकि इस लाइन इंटीग्रल का मान f f है और यह f स्केलर फंक्शन है के बराबर तो यह स्केलर फंक्शन f के ग्रेडिएंट के बराबर है इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल बिंदु a से b तक उस डोमेन में f f के बराबर है इस मार्ग की कोई भूमिका नहीं है तो यहाँ सिर्फ एक और अवलोकन है कि यदि हमारे पास एक बंद रास्ता है और हमारे पास कनेक्टेड डोमेन है और वहां हमने एक बंद रास्ता C लिया है तो b और a वही हैं प्रारम्भिक और अंतिम बिंदु एक जैसे हैं तो उस स्थिति में यह मान 0 हो जाएगा तो बंद पथ के लिए एक ही इंटीग्रल एक बंद पथ C से लाइन इंटीग्रल 0 हो जाएगा जो इस पथ की स्वतंत्रता का एक और परिणाम है जिसे हमने यहां साबित कर दिया है कि यदि एक वेक्टर फील्ड एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो इंटीग्रल यह लाइन इंटीग्रल पथ पर निर्भर नहीं करता है यह वक्र के केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने और निष्कर्ष निकालने के लिए किया है इसलिए हमने सीखा है कि एक वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होने के लिए सेट किया गया है यदि इसे f के ग्रेडिएंट के रूप में लिखा जा सकता है यह f स्केलर फंक्शन है और समतुल्य स्थितियों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है यह इसके बराबर है यह लाइन इंटीग्रल D में पथ से स्वतंत्र है जहां C एक साधारण से जुड़े डोमेन D में एक टुकड़े में वक्र है इसलिए हमारे पास कनेक्टेड डोमेन है और आप 2 बिंदुओं A और B के बीच किसी भी हिस्से को लेते हैं इंटीग्रल का मान समान होगा तीसरा परिणाम हमने देखा है कि यदि हम एक बंद वक्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मान D में प्रत्येक खंड वक्र के लिए वैल्यू 0 होगी तो यह सब एक कोंसेकेंस हैं क्योंकि ये इंटीग्रल इस अंतिम बिंदु पर निर्भर करता हैं और यदि ये एक हैं तो ये इंटीग्रल 0 हैं इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही है और आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद